ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन के बारे में चर्चा की है अब इस मॉड्यूल पर चर्चा पूरी कर लेनी चाहिए तो जिन पाँच डायग्राम प्रकार के हैं जो इस चर्चा की रूपरेखा तैयार करेंगे तो बस आपको uml के स्ट्रक्चरल डायग्रामदिखाते हैं जो आपको दिखाते हैं कि सिस्टम एक समय में कैसे व्यवहार करता है तो ये डायग्रामके बारे में बात की है तो ये प्रमुख डायग्राम

ये डायग्राम से गुजरेंगे जैसा कि मैंने कहा था कि टाइमिंग डायग्राम विवरण के लिए देखा है अंतर केवल इतना है कि यहाँ टाइमिंग डायग्राम इत्यादि है तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और जल्दी से आपको बताता हूं तो यह इस तरह का एक बहुत ही सरल परिदृश्य है जिसे यहाँ दिखाया जा रहा है जो एक विशेष url तक पहुँचने की कोशिश के संदर्भ में है तो आप देख सकते हैं कि यह एक वेब हैं इसलिए ये सभी समवर्ती लाइफलाइन हैं तो यह निष्क्रिय अवस्था में था और जैसे ही मैं एक सिंक्रोनस मैसेज भेजता है

इसलिए मेरा मूल अनुरोध wwwgoogelecoin था अब मुझे इसके लिए IP एड्रेस स्टेट में वापस हो जाता है और इस सिंक्रोनस मैसेज में आ जाता है इसलिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पूरे इंटरनेट में पेज का पता लगाना कहाँ है और फिर वह ऐसा करता है और जब वह ढूंढने के लिए तैयार होता है तो आपको पता चल जाता है कि वह जवाब भेज देगा जो रिप्लाई मैसेज है जो कहती है कि अगर वह इस समय के भीतर इस संदेश का जवाब नहीं दे सकता है तो इस समय से परे यह वास्तव में वापस मिल जाएगा जवाब नहीं दे सकते हैं की तरह के लक्षण के साथ इसलिए पेज को तरह का नहीं पाया जा सका तो उत्तर वेब ब्राउज़र बदलता हूं और देखने में आता हूं तो यह आप देख सकते हैं कि एक टाइमिंग डायग्राम के रूप में सटीक घड़ी के समय में क्या अपेक्षित है और कितना विलंब अपेक्षित है इत्यादि कुछ बातों के होने का समय क्या है तो आपके पास टाइमिंग डायग्राम को जवाब दिया जाना है और उसके लिए निश्चित रूप से आपको यह व्यक्त करने की आवश्यकता है क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम को प्रबंधित किया जा सके इसलिए यह उन बिहेवियरल डायग्राम में से अंतिम है जिन पर हम चर्चा करना चाहते थे और अब मैं जल्दी से शेष स्ट्रक्चरल डायग्राम चरण की पहचान करते हैं और इंप्लीमेंटेशन की आवश्यकताओं को पूरा करता है या सिस्टम के लिए अनुरोध कर सकते हैं और यह इन दिनों बहुत आम हो रहा है बहुत ही सामान्य बुनियादी ढांचा क्लाउड में मिल रहा है इत्यादि इसलिए जब भी आपके पास इस तरह का एक परिदृश्य कॉम्पोनेंट डायग्राम है एक व्यावसायिक कंपोनेंट में आ रहे हैं इसलिए यहां एक कॉम्पोनेंट डायग्रामहैं जिन्हें हम बना रहे हैं

और इसके बदले में हमारे पास वेब स्टोर के संदर्भ में निहित पदानुक्रम और कंपोनेंट की आवश्यकता होती है तो इसी तरह से आपको इन पोर्ट तक का कनेक्शन है जो आंतरिक संबंध है जो हमारे पास है इसलिए जब भी आपको इसकी आवश्यकता होती है तो आप कुछ प्रकार के विशेष कनेक्टरसे इत्यादि और यहां कनेक्टर हैं अगले प्रकार के डायग्राम इत्यादि लेकिन अंत में इसे कुछ भौतिक अर्थों के संदर्भ में प्राप्त करना पड़ता है जिसे हम कलाकृतियां कहते हैं

सॉफ्टवेयरआपको बताएगा कि कौन सी कलाकृति को किस लक्ष्य में स्थित होना है तो यह डेप्लॉयमेंट डायग्रामकिस लक्ष्य पर काम करता है और उनके बीच कैसे संवाद होता है इसलिए डेप्लॉयमेंट डायग्राम में कैसे व्यवस्थित करते हैं यह सिर्फ हम आपको एक और एनोटेट प्रदान करता है इत्यादि तो ये अलग अलग कलाकृतियां हैं जो आपके पास हैं और आप देख सकते हैं कि ये कैसे शारीरिक रूप से डिप्लॉयड में बदल जाता है और फिर आप ऐसा कर सकते हैं जहां यह विशेष रूप से अर्टिफैक्ट मैनिफेस्ट का मूल प्रस्ताव है और ये डेप्लॉयमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है इसका नियमित रूप से उपयोग किया जाता है और फिर आपके पास एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट उपयोगकर्ता हैं ये अलग अलग अर्टिफैक्ट है तो दुनिया में ऐसे सैकड़ों सर्वर कहा जाता है

अब आपके पास इनके इंस्टेंसस है जो वास्तव में यहां चल रहा है इत्यादि तो यह डेप्लॉयमेंट डायग्राम भी दिखा सकते हैं हमें जल्दी से एक उदाहरण पर चलते हैं इसलिए यहां हम एक बैंक ATM के बारे में बात कर रहे हैं और यह है कि हम आंतरिक संरचना को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए आंतरिक संरचना के संदर्भ में अब आप देख सकते हैं कि आप एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो सके इसमें एक प्रोसेसर कहा जाता है तो यह इनमें से कुछ हो सकता है कि आप यहां जो कुछ भी डालते हैं वह यहां क्रिप्टो प्रोसेसरहोगा यह ATM मशीन का हिस्सा नहीं है लेकिन इसमें एक प्रिंटर को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रखा जाएगा और जिसे बैंक ATM उपयोग कर सकेगा इसके अलावा अलग अलग कोलैबोरेशन यूज़ हैं मैं इन्हें छोड़ दूंगा आप उनका अध्ययन कर सकते हैं ये कुछ अन्य तरीके हैं जिनसे आप कम्पोजिट स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं और मैं बल्कि पैकेज डायग्राम में कैसे रखा जाना चाहिए ताकि उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सके उन्हें बेहतर बनाए रखा जा सके इसलिए पैकेजों खुद को व्यक्त करते हैं तो यह फिर से उदाहरण में दिखाई दे रहा है इसलिए यहां आप कह रहे हैं कि वेब शॉपिंग पैकेज हो सकता है और फिर आप कहते हैं कि मेरा शॉपिंग कार्ट कंपोनेंट का उपयोग करके इनके पास भुगतान के उपयोग के मामले में एक निर्भरता है इत्यादि तो ये हैं ये अलग पैकेज डायग्राम करने के लिए सुसज्जित हैं और एनालिसिसके विभिन्न चरणों में भी ले जा सकते हैं